बायोमोलेक्यूलस पर व्याख्यान के इस सेट में आपका स्वागत है और सेल संरचना और कार्य के लिए उनके संबंध जो महत्वपूर्ण पहलू हैं हम व्याख्यान के एक सेट के माध्यम से जाएंगे जो उचित आकार को कवर करेगा ताकि आपके लिए पहलुओं को आत्मसात करना आसान हो जाए आइए सवाल पूछते हैं ऑपरेशन से पहले उपकरणों को निष्फल क्यों किया जाता है ऑपरेशन से मेरा मतलब है एक सर्जिकल प्रक्रिया मेडिकल डॉक्टर द्वारा त्वचा को खोलने से पहले उपकरण को निष्फल क्यों किया जाता है हम सभी को इस प्रश्न का उत्तर पता होगा संक्रमण से बचने के लिए क्या संक्रमण का कारण बनता है और संक्रमण को रोकने में नसबंदी कैसे मदद करती है ये स्वाभाविक प्रश्न होंगे जिनके बारे में सही है क्या संक्रमण का कारण बनता है पहले इसका जवाब दें संदर्भ समय देखें 0520 संक्रमण बैक्टीरिया कवक और इतने पर जैसे सूक्ष्म जीवों के कारण होता है ठीक है मुझे बैक्टीरिया कवक के बीच कुछ प्रकार के सूक्ष्म जीवों को कहना चाहिए बहुत सारे उपयोगी प्रकार के बैक्टीरिया कवक हैं जो वास्तव में हमारे शरीर के अंदर रहते हैं और हमारे लिए बहुत सारी उपयोगी चीजें करते हैं ठीक है हमें उस पहलू को नहीं भूलना चाहिए तो हानिकारक बैक्टीरिया हानिकारक कवक वायरस और इतने पर हैं लेकिन संक्रमण के मामले में चलो बैक्टीरिया और कवक से चिपके रहते हैं वे बहुत सारे संक्रमण का कारण बन सकते हैं और यह बैक्टीरिया कहां है और सर्जन त्वचा में चीरा लगा रहा है तो इसे संक्रमण क्यों होना चाहिए ऐसा इसलिए है क्योंकि इन सूक्ष्म जीवों बैक्टीरिया और अन्य ऐसे जीव हैं जो हमारे आसपास हवा में हैं अध्ययनों में पाया गया है कि लगभग दस शक्ति तीन से दस शक्ति चार हजार से दस हजार जीवाणु प्रति मिली लीटर ठीक है प्रति सीसी प्रति घन सेंटीमीटर हमारे आसपास की हवा में मौजूद हैं वे हर समय मौजूद हैं और वे हर समय हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली होती है जो हर समय इससे लड़ती है और जब तक यह संतुलन बना रहता है हमें संक्रमण नहीं होता है जबकि जब सर्जन ऑपरेशन कर रहा होता है और जब सर्जन त्वचा में चीरा लगा रहा होता है अगर आसपास बैक्टीरिया होते हैं तो यह इस घाव में बसना शुरू कर देगा और इससे संक्रमण होगा इसलिए स्थितियों को ऐसे बनाने की जरूरत है कि चारों ओर बहुत अधिक बैक्टीरिया न हों तालिकाओं पर बहुत अधिक बैक्टीरिया न हों जो कि ऑपरेशन थिएटर में होने वाली सामग्री पर निश्चित रूप से उपकरणों और इतने पर नहीं है तो ऐसी चीजों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है और यह बाहर ले जाने के लिए एक अच्छा व्यायाम भी है यह महसूस करने के लिए कि चारों ओर कितना बैक्टीरिया मौजूद है मैंनेदस शक्ति तीन से दसउल्लेख कियाप्रति मिलीलीटरशक्ति चार जीवों का आप इस गणना को करना चाहते हैं जिस कमरे में आप बैठे हैं उसमें हवा का द्रव्यमान ज्ञात करें आप एक आश्चर्य के लिए होगा हवा का घनत्व 129 किग्रा एम 3 है अगर आपको अनुमान लगाने के लिए इसकी आवश्यकता होगी तो आप हवा के द्रव्यमान के रूप में बहुत आश्चर्यचकित होंगे जो उस कमरे में मौजूद है जो आप बैठे हैं तुम ऐसा क्यों नहीं करते अब बैक्टीरिया क्या है बैक्टीरिया यह कुछ इस तरह से हो सकता है यदि आप इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तुम्हें पता है कि आप इन रॉड के आकार की संरचनाओं को देखेंगे यह प्रकृति में मौजूद बैक्टीरिया में से एक हो सकता है बैक्टीरिया के अन्य प्रकार हो सकते हैं जो अलग अलग आकार अलग थोड़ा अलग आकार और इतने पर मौजूद हैं और बैक्टीरिया के कई अलग अलग प्रकार प्रकार हैं वे मौलिक तरीकों से अलग हैं जब हम कोर्स से गुजरेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वे मूलभूत तरीके क्या हैं वे दूसरे जीवन रूपों से कई मौलिक तरीकों से अलग हैं और यह इतना अलग है और इतना बड़ा है कि यह बैक्टीरिया है जीवन के तीन प्रमुख डोमेन में से एक है इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मुझे स्वीकार करना चाहिए कि इस पाठ्यक्रम के कुछ आंकड़े अनुश्री संतोष और सुजेन राज द्वारा अनुकूलित किए गए हैं अब डोमेन पर वापस आते हैं जीवन बैक्टीरिया डोमेन में से एक है अन्य प्रमुख डोमेन आर्किया है और यूकेरिया अन्य तीसरा प्रमुख डोमेन है इसे ही मैं डोमेन कहता हूं जीवन में तीन प्रमुख डोमेन हैं और प्रत्येक डोमेन में कई राज्य हैं प्रत्येक राज्य में कई फ़ाइला बहुवचनफ़ाइलमफ़ाइलम एकवचन फ़ाइला बहुवचन हैं प्रत्येक फाइलम में कई वर्ग होते हैं प्रत्येक वर्ग के पास कई आदेश होते हैं प्रत्येक आदेश में कई परिवार होते हैं प्रत्येक परिवार में कई जीनस होते हैं और प्रत्येक जीनस में कई प्रजातियां होती हैं इस बारे में चिंता मत करो मैं आपको एक एमनोमोनिक दूंगा जिसे मैंने उनमें से एक वीडियो से लिया था जो मैं आपको सुझाव देने जा रहा हूं मुझे लगता है कि यह महामारी है करो कोलेस प्रीफर चीज़ एंड फ्रूट आम तौर पर बोलना हाँ क्या कुआला लोग पनीर या फल को आम तौर पर बोलना पसंद करते हैं आइए हम इसे इस तरह से करते हैं यह याद रखने का तरीका है वैसे भी अगर आप इन वीडियो को देखते हैं तो दो वीडियो हैं जिनकी मैं सिफारिश करना चाहता हूं पहला एक छोटा सा वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं कृपया शर्तों को अनदेखा करें वे डीएनए आरएनए और इतने पर और आगे की बात करेंगे कृपया शर्तों के बारे में चिंता न करें आपको पता चल जाएगा कि वे शब्द क्या हैं जो केवल इस पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में हैं यदि आप पहले से ही उन्हें नहीं जानते हैं अगर आप उन्हें जानते हैं तो यह ठीक है और दूसरा वीडियो थोड़ा लंबा है के बारे में आप उस वीडियो के बारे में तीन पांचवें हिस्से को देख सकते हैं फिर यह बहुत अधिक विस्तार में आता है और यह आपको जीवन के सभी डोमेन और इन पहलुओं में से कुछ के बारे में भी बताएगा तब जीवन स्वयं कोशिकाओं से बना होता है या तो एकल कोशिकाएं यूकेरियारा परिवार में आर्किया बैक्टीरिया और कुछ प्रोटिस्ट के मामले के रूप में या यह कई कोशिकाओं से बना हो सकता है जैसे कुछ कवक आप मशरूम और इतने पर जानते हैं आगे कवक पाठ्यक्रम के जानवर पौधे मनुष्य और इतने पर ठीक है तो जीवन एकल कोशिकाओं से बना है या एकल कोशिकाओं का एक संगठन है क्या कोई मानव शरीर में कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगा सकता है यह लगभग 1014 के क्रम का है इसलिए आप कोशिकाओं की संख्या की कल्पना कर सकते हैं और जीवन को संभव बनाने के लिए वे एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं दो प्रमुख प्रकार की कोशिकाएं हैं पहले प्रकार को प्रोकैरियोट्स कहा जाता है दूसरे प्रकार को यूकेरियोट्स कहा जाता है इन नामों का क्या मतलब है यदि आप नामों का अर्थ जानते हैं तो शायद अधिक सहज होना थोड़ा आसान है ऐसा होता है कैरियन का अर्थ है नाभिक करियन नाभिक के लिए शब्द है प्रो पहले है यह हम सभी जानते हैं ईयू का मतलब सही है ठीक है तो प्रोकेरियोट नाभिक से पहले यूकेरियोट कुछ ऐसा है जिसमें एक सच्चा नाभिक है यही इसका मतलब है यह एक प्रोकैरियोटिक सेल है यहां एक साधारण पर्याप्त सेल है आमतौर पर छोटा है हम एक मिनट में आकार में आएंगे इसके कुछ हिस्से हैं चलो इसमें बहुत अधिक नहीं मिलता है यह निश्चित रूप से एक कोशिकीय लिफाफे के माध्यम से अपने वातावरण से अलग हो जाता है जिसमें एक कोशिका भित्ति और एक कोशिका झिल्ली हो सकती है इसमें कुछ डीएनए हो सकते हैं आप कोशिका में इधर उधर बिखरे हुए प्रकार को जानते हैं जो किसी भी तरह से शारीरिक रूप से कोशिका में सीमित नहीं है और यह प्रोकैरियोट है नाभिक से पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई अच्छी तरह से परिभाषित नाभिक नहीं है जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में यह जटिल है इसमें एक अच्छी तरह से परिभाषित नाभिक है जिसमें डीएनए सही सहित कई चीजें शामिल हैं यही मूल अंतर है यूकेरियोटिक कोशिका में एक सच्चा नाभिक होता है एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक अच्छी तरह से परिभाषित नाभिक नहीं होता है यह एक अच्छी तरह से परिभाषित नाभिक है यह एक झिल्ली है और झिल्ली के अंदर जो कुछ भी है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है और साइटोप्लाज्म में आपके पास बहुत सारे ऑर्गेनेल छोटी चीजें हैं जिनके पास हर एक का अपना कार्य है और निश्चित रूप से नाभिक यहां है संकेत दिया गया यहां जिसमें डीएनए और अन्य चीजें शामिल हैं इसलिए यह जानना काफी अच्छा है विशिष्ट आकार एक प्रोकैरियोटिक कोशिका उदाहरण के लिए एक जीवाणु कोशिका लगभग पांच माइक्रोन विशिष्ट आकार ठीक है पांच माइक्रोन लंबाई दो माइक्रोन व्यास या यदि यहहै तो यहगोलाकारसंभवतः पांच माइक्रोन व्यास के बारे में हो सकता है और इसी तरह कई प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ उस आकार की होती हैं जो आमतौर पर बोलती हैं निश्चित रूप से भिन्नताएं हैं लेकिन हम यहां कुछ विशिष्ट आकारों की बात कर रहे हैं जबकि एक यूकेरियोटिक कोशिका एक विशिष्ट आकार की हो सकती है उदाहरण के लिए एक स्तनधारी कोशिका दस माइक्रोन व्यास विशिष्ट आकार की हो सकती है यहां तक कि एक मानव कोशिका अपने जीवनकाल के दौरान सात माइक्रोन से लगभग बारह से चौदह माइक्रोन तक कहीं भी जाती है तो सेल आकार में भी समय के साथ भिन्नता है लेकिन हम विशिष्ट आकारों की बात कर रहे हैं यदि हम कवक की बात करते हैं जो यूकेरियोट्स हैं जो आकार में कुछ माइक्रोन कवक कोशिका हो सकते हैं यदि आप साँचे की बात करते हैं तो आप जानते हैं आप वास्तव में साँचे में किसी एक कोशिका की बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह शाखाएँ और इसी तरह आगे बढ़ती हैं आइए हम इसमें न पड़ें हमें बस इस तरह की पृष्ठभूमि में यह कहना होगा कि कोशिकाएं एक दूसरे से अलग नहीं होती हैं यदि आप एक न्यूरॉन की बात करते हैं जो मनुष्यों में एक तंत्रिका कोशिका है तो यह दो सौ माइक्रोन हो सकता है है ना तो यह व्यापक रूप से भिन्न होता है सेल आकार व्यापक रूप से भिन्न होता है विशिष्ट आकार दो से पांच माइक्रोन के बारे में यह दस माइक्रोन के बारे में है ये लिफाफे की गणना के लिए हमारी पीठ के लिए काफी अच्छे हैं हमें इस सेल में इतनी दिलचस्पी क्यों है क्योंकि कोशिका जीवन की मूलभूत कार्यात्मक इकाई है इसका क्या मतलब है अगर हम सेल को समझते हैं और इसके सभी कार्यों को इसके सभी गुणों को तो हम कुछ हद तक अनुमान लगा पाएंगे कि जीवन का क्या होता है यही इसका मतलब है एक ही तरीका है कि एक इकाई सेल में चलो क्रिस्टल संरचना गुण उन गुणों के साथ जो आपभविष्यवाणी कर सकते हैंपूरी बात के गुणों की और इसी तरह आगे यह जीवन की कुछ मूलभूत इकाई है यह एक जैविक कोशिका है इसलिए हमें सेल में इतनी दिलचस्पी है जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है इन जीवों याद रखें कि हम बात कर रहे हैं हमारी कहानी संक्रमण सर्जरी के दौरान संक्रमण उन्हें कैसे रोकें और इतने पर आगे बढ़ें चलो उस कहानी से चिपके रहते हैं जीव हर जगह मौजूद हैं हानिकारक जीव भी हर जगह मौजूद होते हैं और इन जीवों को ब्याज की जगह से छुटकारा पाने के लिए जो ऑपरेशन थिएटर होता है जो उपकरण त्वचा को काटने के लिए उपयोग किए जाते हैं और इसी तरह हमें उन्हें बाँझ करने की आवश्यकता होती है उपकरण कैसे निष्फल होते हैं ऑपरेशन थिएटर कैसे निष्फल होता है साधन नसबंदी कि यह बल्कि सीधा है तो मुझे उस बारे में पहले बात करते हैं और फिर हम ऑपरेशन थियेटर नसबंदी के लिए मिल जाएगा जो अपने आप में एक संपूर्ण क्षेत्र है धातु के उपकरणों को उच्च तापमान तक फैलाने और एक निश्चित अवधि में उच्च तापमान पर रखने से उपकरण निष्फल हो जाते हैं नसबंदी का मानक तरीका आटोक्लेविंग जैसा कि इसे कहा जाता है तो तापमान लगभग 121 डिग्री सेल्सियस तक उठाया जाता है भाप का उपयोग किया जाता है जैसा कि हम सभी जानते हैं थर्मोडायनामिक भाप आप 121 डिग्री सी जानते हैं आपको वहां की स्थितियों को बनाए रखने के लिए उच्च दबाव की आवश्यकता होती है इसलिए आपके पास आटोक्लेव में वायुमंडलीय दबाव की स्थिति से थोड़ा अधिक है तो आप ऐसी स्थितियां बनाते हैं और आप इसे उस स्थिति में रखते हैं एक इक्कीस डिग्री सी एक बिंदु दो वायुमंडल पर लगभग 15 मिनट के लिए यह कोशिकाओं को मारता है साथ ही बीजाणुओं को मारता है और इसी तरह आगे भी ठीक है इसलिए यह एक बहुत मानक तरीका हैको स्टरलाइज़ यंत्रोंकरने का या उन चीजों को स्टरलाइज़ करने का जो हम प्रयोगशाला में जीवों को उगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उपकरणों को इस तरह निष्फल किया जाता है लेकिन आप ऑपरेशन थिएटरों को कैसे निष्फल करते हैं ठीक है जो विशाल स्थान हैं आप प्रयोगशालाओं को कैसे निष्फल करते हैं जो विशाल स्थान हैं आप उन प्रयोगशालाओं में जानते हैं जिन्हें आप केवल उन कोशिकाओं को उगाना चाहते हैं जिनमें हम रुचि रखते हैं हम नहीं चाहते कि दूसरे विकसित हों और जो भोजन ब्याज की कोशिकाओं को दिया जाता है उसके लिए प्रतिस्पर्धा करें ठीक है यह कैसे किया जाता है यह बहुत दिलचस्प है जिस तरह से यह किया जाता है यह रासायनिक वाष्पों का उपयोग करके किया जाता है ठीक है और अब मैं जिस प्रक्रिया का वर्णन करने जा रहा हूं उसका प्रयोग प्रयोगशालाओं में भारी रूप से किया जाता है क्योंकि आप वहां की स्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं और इस तरह के लोगों को बहुत सख्ती से प्रयोगशाला में प्रवेश नहीं करने देते हैं और इसी तरह आगे चलकर आपका उस पर नियंत्रण होता है और इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं ठीक है यदि आप लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं और आप इस प्रक्रिया का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको सावधान रहना होगा यह बहुत सुरक्षित नहीं है संबंधित तरीके हो सकते हैं जो सुरक्षित हैं लेकिन जो उपयोग करने के लिए बहुत अधिक विस्तृत हैं कोशिकाओं को फॉर्मलाडेहाइड द्वारा मारा जाता है ठीक है एचसीएचओ फॉर्मलाडिहाइड और फॉर्मेल्डीहाइड वाष्प से उत्पन्न होता है जिसे फॉर्मेलिन समाधान कहा जाता है औपचारिक समाधान पानी में चालीस प्रतिशत फॉर्मलाडेहाइड के अलावा और कुछ नहीं है ठीक है यह आपको मिलता है आप इसे शेल्फ से खरीद सकते हैं तो लोग आम तौर पर क्या करते हैं मुझे यहां लैब प्रक्रिया का वर्णन करना चाहिए पहले सभी खिड़कियों और दरवाजों को सील कर दिया जाता है या जिस दरवाजे से हमें बाहर निकलने की जरूरत होती है उसे छोड़कर और फिर हम उपयोग करते हैं जिसे एल्यूमीनियम बोर्ड कहा जाता है जिसमें हमारे पास यह औपचारिक समाधान चालीस प्रतिशत फॉर्मलाडेहाइड समाधान है यह तरल में है ठीक है इससे अंतरिक्ष में प्रयोगशाला में सभी जीवों को मारने के लिए वाष्प में बाहर आना पड़ता है ताकि अंतरिक्ष को साफ किया जाए या अंतरिक्ष इन सूक्ष्म जीवों से स्पष्ट हो जाए जो वहां मौजूद हैं और यह संभव बनाने के लिए फॉर्मलाडेहाइड वाष्प उत्पन्न करने के लिए जो उपयोग किया जाता है वह पोटेशियम परमैंगनेट और औपचारिक समाधान के बीच एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया है इसलिए इन एल्युमिनियम बोर्ड युक्त फॉर्मेलिन सॉल्यूशन को लैब में प्रमुख पदों पर रखा जाता है फिर हर किसी को बाहर भेज दिया जाता है और फॉर्मेलिन के घोल को रखने से पहले सुनिश्चित करें कि यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी खिड़कियां और दरवाज़े बंद हैं और टैप किए गए हैं ताकि कोई वाष्प बाहर निकल जाता है क्योंकि यह वाष्प जहरीला होता है और फिर व्यक्ति एक मास्क वगैरह का इस्तेमाल करता है बस कुछ सेकंड्स के लिए पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ छर्रों को गिरा देता है जिसे सावधानी से तौला जाता है जो कि फॉर्मलाडिहाइड के स्टोइकोमेट्रिक रिलीज के लिए आवश्यक होता है और इसी तरह एल्यूमीनियम बोर्ड में गिरता है सबसे पहले और फिररहता हैदरवाजे के करीब स्थित बोर्डों में गिरता और फिर जल्दी से दरवाजे से बाहर निकलता है प्रयोगशाला को बंद कर देता है और दरवाजे को बंद कर देता है यह एक या दो दिन के लिए वहाँ छोड़ दिया जाता है और एक दिन और हो सकता है बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी वाष्प मौजूद नहीं है और फिर किसी को वर्तमान फॉर्मल्डिहाइड और इतने पर बेअसर कर देता है तो यह एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसका उपयोग प्रयोगशाला को निष्फल करने के लिए किया जाता है हम इसे समय समय पर करते हैं एक महीने में एक बार हो सकता है यह सिफारिश की जाती है कि लैब निष्फल हो ऑपरेशन थिएटरों के लिए एक समान प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है इसका उपयोग ऑपरेशन थिएटरों के लिए किया गया है लेकिन इसके अलावा आप के साथ अदला बदली कर सकते हैं हम कहते हैं सत्तर प्रतिशत इथेनॉल आप अन्य सफाई समाधान का उपयोग कर सकते हैं फर्श और इतने पर एमओपी कि सामान्य रूप से किया जाता है इस तरह से अंतरिक्ष इन सूक्ष्मजीवों से छुटकारा पा लिया है सूक्ष्मजीव जिनमें से कुछ मनुष्यों में संक्रमण पैदा करने की क्षमता है यह है कि कैसे एक ऑपरेशन थियेटर की नसबंदी की जाती है कैसे उपकरणों की नसबंदी की जाती है एक बायोरिएक्टर कैसे निष्फल होता है और तुम जाओगे यह बायोरिएक्टर कहाँ से आ रहा है तो यह प्रश्न उससे पहले बायोरिएक्टर क्या है यह एक ऐसी चीज है जिसे लोग आमतौर पर इंजीनियरिंग के नजरिए से इस्तेमाल करते हैं तो मैंने सोचा कि यह आपके करीब होगा बायोरिएक्टर वैसे यह निश्चित रूप से मेरे करीब है यह वह क्षेत्र है जिसमें मैं भारी काम करता था बायोरिएक्टर एक बर्तन है कोई भी बर्तन जिसमें बायोप्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं यह उतना ही सरल है यह कुछ ऐसा है जो उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है जो उत्पादन के लिए जीवों का उपयोग करता है ये जीव कई उपयोगी यौगिकों कई उपयोगी पदार्थों का उत्पादन करते हैं जिनमें बहुत सारी दवाएं शामिल हैं उदाहरण केलिए यदि आप यह आंकड़ा देखते हैं तो मुझे लगता है कि यह एक वीडियो है YouTube यह एक वीडियो है यह आपको बताएगा कि एक एकल उपयोग बायोरिएक्टर कैसा दिखता है और यह किसके लिए उपयोग किया जाता है उच्च मात्रा वाले उत्पादों के उत्पादन में उपयोग के कारण बायोरिएक्टर बहुत बड़े बहुत बड़े हो सकते हैं ठीक है और यहाँ यह लिंक आपको एक ऐसे बड़े बायोरिएक्टर की छवि देता है और इनमें से कई जल उपचार सुविधाओं में बायोरिएक्टर हैं जो बड़े हैं बायोरिएक्टर बेसल हैं जिनका उपयोग जल उपचार के लिए किया जाता है वे बहुत बड़े भी हैं बायोरिएक्टर बायोप्रोसेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और बायोप्रोसेस वह है जो हमारे हित के इन सभी उत्पादों का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है बहुत सारे उत्पाद हैं हम उन उत्पादों में से कुछ को इस पाठ्यक्रम में देखेंगे ठीक है हमारे पास एक बायोप्रोसेस बायोरिएक्टर पहलू और जिसे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग पहलू कहा जाता है वास्तव में डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण हिस्सा इस बायोप्रोसेस के चरणों का लगभग 90 प्रतिशत हो सकता है बायोरिएक्टर इसका एक छोटा सा हिस्सा है ठीक है लेकिन यह एक केंद्रीय भाग की तरह है कच्चI माल बायोरिएक्टर में चला जाता है या तो निरंतर फैशन में या बैच फैशन में आप जानते हैं आप एक समय में सब कुछ डंप करते हैं और बायोरिएक्टर में आपके पास उत्पाद को विकसित करने और बनाने के लिए पोषक तत्वों के साथ ब्याज की सूक्ष्म जीव है या एक एंजाइम हो सकता है जो मौजूद है ठीक है बस इसके अंकित मूल्य पर नाम लें और अब आपने एंजाइमों के बारे में सुना होगा आप वास्तव में देखेंगे कि इस पाठ्यक्रम में एंजाइम क्या हैं या यहां एक एंजाइम सूक्ष्म जीव प्लस पोषक तत्वों या एक एंजाइम में और कच्चे माल को ब्याज के उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है तो बायोरिएक्टर से जो निकलता है वह ब्याज के उत्पाद का मिश्रण है जो सूक्ष्म जीव है जो उत्पाद का उत्पादन कर रहा है और बहुत सारी अन्य सामग्री जो पोषक तत्वों में मौजूद है जैसा कि इसे कहा जाता है और पर और हो सकता है कि कुछ अन्य उत्पाद भी तैयार किए जाएं जो शायद हमारे लिए ज्यादा रुचि के नहीं हो सकते हैं हम केवल हमारे लिए बहुत महत्व के उत्पाद में रुचि रखते हैं जो उत्पादों के बीच मौजूद हैं इसलिए इस उत्पाद को सक्षम करने के लिए इस सब से अलग होने की जरूरत है क्योंकि यह उचित उपयोग है और जो डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण कदम कहा जाता है आसवन निष्कर्षण और इतने पर और इतने पर सहित बड़ी संख्या में कदम जब तक हम अंतिम शुद्ध उत्पाद प्राप्त न कर लें ठीक है यह बायोप्रोसेस है बायोप्रोसेस बहुत सारे उपयोगी पदार्थों का उत्पादन करता है और बायोरिएक्टर में जिन कोशिकाओं के बारे में हमने बात की है वे कोशिकाएं जो आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले बैक्टीरिया हैं जिनके बारे में हमने बात की थी जिन फंगल कोशिकाओं के बारे में हमने बात की थी शायद स्तनधारी कोशिकाएं जिनके बारे में बात की थी उनका उपयोग उत्पादों का उत्पादन करने के लिए किया जाता है और बायोरिएक्टर में कोशिकाओं को कतरनी के अधीन किया जाता है ठीक है यह कहानी का अगला भाग है हम इस व्याख्यान के लिए कहानी के इस भाग के लिए यहां रुकेंगे अनिवार्य रूप से हमारी कहानी कुछ इस तरह से थी हम जानना चाहते थे क्या संक्रमण का कारण बनता है और हमने कहा कि सूक्ष्मजीव संक्रमण का कारण बनते हैं और हमने देखा कि सूक्ष्म जीव कैसे हैं बेहतर समझ के लिए आयोजित यदि आप उन दो वीडियो को देखते हैं तो यह आपको और अधिक कारण देगा इसे एक निश्चित तरीके से व्यवस्थित करना और इसी तरह कृपया उन वीडियोज को देखें जिनमें टैक्सोनॉमी है और फिर हमने सेल को मौलिक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा और वहाँ दो प्रकार के कोशिकाओं प्रोकैरियोट्स नाभिक से पहले और यूकेरियोट्स एक सच्चे नाभिक के साथ दूसरे शब्दों में प्रोकैरियोट्स में एक अच्छी तरह से परिभाषित नाभिक नहीं होता है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में एक अच्छी तरह से परिभाषित नाभिक होता है और तब हमने देखा कि कोशिका जीवन की मूलभूत कार्यात्मक इकाई है फिर हमने देखा कि ये जीव हर जगह मौजूद हैं और एक ऑपरेशन थियेटर में उनसे छुटकारा पाने के तरीके को देखने लगे हमने उनसे छुटकारा पाने के कुछ साधनों को देखा और फिर हमने देखा कि एक बायोरिएक्टर क्या था हमें इस व्याख्यान को यहाँ रोकना है आपके लिए पर्याप्त नई जानकारी है अगले व्याख्यान में हम बायोरिएक्टर के कतरनी के साथ चीजों को आगे ले जाते हैं तब आप देखना